इस कक्षा में हम कुछ परिणामों और प्रमेयों को देखते हैं जो अनिवार्य रूप से प्राइमल और डुअल से संबंधित हैं इसलिए अब हम इस सवाल का जवाब देने के करीब पहुंच गए हैं कि डुअल का क्या महत्व है प्राइमल से संबंधित डुअल क्या है और क्या हम डुअल के बारे में और क्या सीख सकते हैं जो रैखिक प्रोग्रामिंग की हमारी समझ को बेहतर बनाने में मदद करेगा तो हम पहले एक परिणाम के साथ शुरू करते हैं जिसे एक वीक डुआलिटी थीओरम मतलब कमजोर द्वंद्व सिद्धांत कहा जाता है अब मैं वीक डुआलिटी थीओरम को पढ़ता हूं और आपको समझाने की कोशिश करता हूं एक अधिकतम प्राइमल के लिए डुअल के लिए प्रत्येक संभव समाधान का एक ऑबजेकटिव फंक्शन वैल्यू होता है जो कि प्राइमल के हर संभव समाधान के बराबर या उससे अधिक होता है इसलिए मुझे फिर से दोहराना चाहिए अधिकतम पुनरावृत्ति के लिए इसलिए हम मान रहे हैं कि प्राइमल एक अधिकतम समस्या है इस समस्या के डुअल समाधान के लिए हर संभव समाधान का ऑबजेकटिव फंक्शन वैल्यू प्राइमल के हर संभव समाधान के अधिक या बराबर होगा तो आइए हम इस प्रमेय को कुछ उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करते है तो आइए हम परिचित उदाहरण से शुरू करते हैं वही समस्या जो हम रैखिक प्रोग्रामिंग के बारे में कई चीजों को समझने के लिए हल कर रहे हैं तो यह एक अधिकतम प्राइमल है इसलिए 10X19X2 3X13X2 ≤ 21 4X13X2 ≤ 24 X1 X2 ≥ 0 के अधीन है तो हमारे पास एक अधिकतम प्राइमल है इसलिए यह हमारा प्राइमल है इसलिए हम इसे अपने प्राइमल के रूप में लिखते हैं इसलिए हम कहते हैं कि यह हमारा प्राइमल है अब प्रमेय क्या कहता है प्रमेय का कहना है कि डुअल के लिए हर संभव समाधान में प्राइमल के लिए हर संभव समाधान के उद्देश्य फ़ंक्शन मान बराबर या उससे अधिक के होंगे तो आइए हम पहले प्राइमल के लिए कुछ संभव समाधानों का पता लगाएं अब एक संभव समाधान क्या है कोई भी X1 X2 जो 3X13X2 ≤ 21 4X13X2 ≤ 24 X1 X2 ≥ 0 को संतुष्ट करता है एक व्यवहार्य समाधान कहलाता है कृपया याद रखें कि हमने यह भी परिभाषित किया है कि मूल व्यवहार्य समाधान क्या कहलाते हैं और ये मूल व्यवहार्य समाधान कॉर्नर बिंदु थे लेकिन हमारे पास संभव समाधान हैं किसी भी X1 X2 जो एक संभव समाधान को संतुष्ट करता होगा तो चलिए हम कुछ व्यवहार्य समाधान लिखने का प्रयास करते हैं और ऑबजेकटिव फ़ंक्शन के मूल्य की गणना करते हैं तो सबसे आसान एक जिसे हम सोच सकते हैं 00 अब 21 इसी तरह 0 24 X1 X2 ≥ 0 तो 00 हमारा पहला व्यवहार्य समाधान है जिसे हम सोच सकते हैं और 00 व्यवहार्य है इसलिए जब हम 10X19X2 के लिए स्थानापन्न करते हैं तो हमें ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान 0 के रूप में मिला अब 11 देखें और जांचें कि क्या 11 संभव है अब 11 संभव है क्योंकि 3 3 6 है जो 21 है 4 3 7 है जो 24 है 11 ≥ 0 ये दोनों इसलिए हैं 11 संभव है 11 यह एक कॉर्नर की बात नहीं है यह बुनियादी संभव नहीं है लेकिन यह संभव है क्योंकि यह सभी बाधाओं को पूरा करता है तो 11 संभव है इसलिए जब हम स्थानापन्न करते हैं तो हमें इसके लिए 10 9 19 मिलते हैं अब हम प्रयास करते हैं और बढ़ाते हैं और देखते हैं कि हमें ऑबजेकटिव फ़ंक्शन के बेहतर मूल्य मिलते हैं या नहीं तो आइए हम एक समाधान की कोशिश करें जो 31 है इसलिए वापस जाएं और स्थानापन्न 31 इसलिए 3x3 9 9312 21 4x3 12 12 3 15 है 24 3 और 1 दोनों ≥ 0 हैं इसलिए 31 संभव है तो हम 10x3 को प्रतिस्थापित करते हैं 309 हमें 39 देता है इसलिए हमें अब प्राइमल के लिए 3 संभव समाधान नहीं मिले हैं अब हम प्रयास करते हैं 60 इसे थोड़ा और अधिक करें हम कोशिश करते हैं 60 और निरीक्षण करते हैं कि 6x3 18 21 6x4 24 24 है तो 60 भी संभव है और एक मूल्य 60 अब हम एक और समाधान की कोशिश करते हैं जो 25 है 25 हमें 3x2 6 5x3 15 21 और 4x2 8 5x3 15 23 जो 24 देगा यह व्यवहार्य है यह बुनियादी संभव नहीं है यह संभव है और इसमें 10x2 20 9x5 45 65 का एक ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मूल्य है इसलिए हमने अब प्राइमल को संभव समाधानों का एक सेट दिया है इस तरह के व्यवहार्य अनंत हैं हम अंत में 34 को देखते हैं और हमें पता चलता है कि 3x3 4x 3 9 12 21 4x3 12 12 24 यह भी एक संभव है और इसका ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मूल्य 66 है अब उदाहरण के लिए यदि हम एक समाधान 100 को देखते हैं तो अब हमें पता चलता है कि 100 ने हमें 70 का एक ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान दिया होगा जो बड़ा है लेकिन 100 संभव नहीं है क्योंकि 3x10 30 ≥ 21 प्राइमल के समाधान अब हम इस समस्या के डुअल को लिखते हैं इसलिए हमने पहले ही इस समस्या के डुअल को लिख दिया है 2 बाधाए हैं तो डुअल में 2 चर होंगे इसलिए डुअल 21Y124Y2 विषय को 3Y14Y2 ≥ 10 3Y13Y2 ≥ 9 Y1 Y2 ≥ 0 से कम करने का प्रयास करेंगे इसलिए यह डुअल है अब हमें डुअल के लिए कुछ संभव समाधानों का पता लगाने दें पहले हमें यह जांचने दें कि क्या 00वास्तव में संभव है अब हम 00जांच करते हैं हमें पता चलता है कि 3x0 4x0 0 है यह नहीं है 10 इसलिए 00संभव नहीं है इसलिए हम इसे यहां शामिल नहीं करते हैं अब हम कुछ बड़े मूल्यों की कोशिश करते हैं आइए हम कहते हैं Y1 10 Y2 10 तो Y1 10 Y2 10 का अर्थ 30 40 70 होगा जो कि 10 30 प्लस है 30 60 जो कि 9 1010 ≥ 0 है इसलिए मान 210 240 होगा जो 450 है इसलिए मुझे इसके लिए 450 मिलेगा अब मैं यह देखने की कोशिश करता हूं कि क्या मुझे कुछ अन्य समाधान बेहतर समाधान मिल सकते हैं क्योंकि यह एक न्यूनतम समस्या है मैं अब कम ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान के साथ समाधान की कोशिश करूंगा इसलिए मैं 65 कोशिश करता हूं अब वापस जाऊंगा और 6x3 18 5x4 20 38 का सत्यापन करूंगा जो कि है 10 6x3 18 5x3 15 33 9 इसलिए यह ऑबजेकटिव फ़ंक्शन है जो हमें 246 देगा अब हम कुछ अन्य समाधानों की कोशिश करते हैं जैसे 54 और 2 बाधाओं में प्रतिस्थापन करके हम महसूस करेंगे कि 54 दोनों बाधाओं को संतुष्ट करता है इसलिए यह संभव है कि यह हमें 201 देगा इसी तरह 33 हमें 9 12 21 9 9 18 देगा इसलिए संभव 33 हमें 135 45x3 135 देगा अब हम 22 देखते हैं हम देखते हैं कि पहले एक के लिए 14 और दूसरे 22 के लिए 12 भी 90 के बराबर मूल्य के साथ एक संभव है हम कोशिश करते हैं 21 21 यह भी एक संभव 6 410 है 6 3 9 है और हमें 6 6 मिलता है अब हमने डुअल के लिए संभव समाधान का एक नमूना सेट दिया है अब प्राइमल के संभव समाधान और डुअल के संभव समाधान का इस सेट के साथ आइए देखते हैं कि वीक डुआलिटी थीयोरम का क्या होता है हमने केवल एक नमूना दिया है यह निश्चित रूप से सभी समाधान नहीं हैं क्योंकि अनंत संभव समाधान प्राइमल के लिए संभव और डुअल के लिए संभव समाधान अनंत हैं लेकिन समाधान के इस छोटे से सेट के साथ हम वीक डुआलिटी थीयोरम पर नजर डालते हैं डुअल के लिए हर संभव समाधान का एक ऑबजेकटिव फंक्शन मूल्य है जो कि प्राइमल के लिए हर संभव समाधान से अधिक या बराबर है इसलिए यदि हम पहले वाले को डुअल के लिए संभव मानते हैं तो ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान 450 है अब यह 450 इन सभी से बड़ा है इसी तरह 246 भी इन सभी से अधिक या बराबर है उसी तरह इनमें से सबसे छोटा जो हमें मिला है वह 66 है वह इन सभी से भी अधिक या बराबर है यह समझना भी महत्वपूर्ण है कि यह इससे अधिक या इसके बराबर कहता है तो हमारे पास वह समाधान हो सकता है जो बराबर है लेकिन हमारे पास ऐसा समाधान नहीं हो सकता है जो कि अधिक हो प्राइमल से प्राइमल का मान डुअल की तुलना में अधिक न हो डुअल अधिक या इसके बराबर होगा यह किसी भी प्राइमल से कम नहीं होगा तो यह वीक डुआलिटी थीओरम है यह कई कारणों से बहुत महत्वपूर्ण प्रमेय है कई चीजों के लिए जो आने वाली हैं अब संयोग से अगर हम इसे बहुत बहुत ध्यान से देखें तो जिस तरह से हमने डुअल का निर्माण किया है हमने वास्तव में वीक डुआलिटी थीओरम को ध्यान में रखा है हमने हर संभव समाधान के लिए ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का ऊपरी अनुमान ढूंढना शुरू कर दिया इसलिए स्वचालित रूप से डुअल के हर संभव समाधान अधिकतम प्राइमल के लिए ऑबजेकटिव फंगक्शन मान इष्टतम समाधान की तुलना से अधिक या बराबर होगा प्राइमल एक अधिकतम समस्या होने के कारण इष्टतम समाधान ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान प्रत्येक व्यवहार्य समाधान ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान से अधिक या बराबर होगा इसलिए हम महसूस करेंगे कि डुअल के प्रत्येक व्यवहार्य समाधान में प्राइमल के लिए हर संभव समाधान के बराबर या उससे अधिक एक ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान होगा तो यह प्रमेय एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रमेय है इसे वीक डुआलिटी थीओरम कहा जाता है इस प्रमेय को आमतौर पर इस तरह से दर्शाया जाता है अधिकतम प्राइमल के लिए प्रत्येक संभव समाधान एक अलग तरीके से कहना भी संभव है की न्यूनतम प्राइमल के लिए फिर प्राइमल का हर संभव समाधान का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान अधिक या बराबर होगा सब कुछ से जो अधिकतम डुअल अनुरूप हो विचार यह है कि यह न्यूनतम समस्या है जो या तो एक प्राइमल हो या डुअल हो उस न्यूनतम समस्या का हर संभव समाधान का एक ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान जो अधिकतम समस्या के अनुरूप हर संभव समाधान के बराबर या उससे अधिक होगा जब डुअल लिखा जाता है प्राइमल न्यूनतम डुअल हो सकता है अधिकतमकरण हो सकता है यह दूसरा तरीका हो सकता है लेकिन अनिवार्य रूप से न्यूनतमकरण समस्या का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान अधिक या बराबर के साथ संभव समाधान होगा यह वीक डुआलिटी थीओरम का सार है हम अब कुछ और आगे बढ़ते हैं डुआलिटी के और परिणाम के लिए तो हम एक और परिणाम को देखते हैं जिसे ऑपटिमालिटी क्राइटीरीअन थीअरम कहा जाता है यह दूसरा परिणाम है जो कहता है कि यदि प्राइमल और डुअल का ऑबजेकटिव फ़ंक्शन के समान मूल्य के साथ व्यवहार्य समाधान है तो दोनों क्रमशः प्राइमल और डुअल के अनुकूल हैं तो अब पहली बार हम प्राइमल और डुअल के इष्टतम समाधानों को संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं वीक डुआलिटी थीओरम में हम प्राइमल और डुअल के व्यवहार्य समाधानों से संबंधित करने का प्रयास करते हैं इस प्रमेय में हम एक निश्चित तरीके से इष्टतम समाधानों को संबंधित करने का प्रयास कर रहे हैं अब हमें इस तरह से ऑपटिमालिटी क्राइटीरीअन थीअरम की व्याख्या करते हैं इसलिए हम एक ही रैखिक प्रोग्रामिंग समस्या 10X19X2 अगर 3X13X2 के कम या बराबर 21 से 4X13X2 कम या बराबर 24 करते हैं अब हम वापस जाते हैं इसके लिए इस तरह से लिखे गए ड्यूल को 21Y124Y2 और इसी तरह कम से कम करें अब हम व्यवहार्य समाधानों के उसी सेट को देखते हैं जिसे हमने देखा था जब हमने वीक डुआलिटी थीओरम का अध्ययन किया था जो संभव समाधान का एक ही सेट है अब यह 0 से शुरू हुआ और 66 तक चला गया अब इस समय हम मान लेंगे कि यह समाधान 66 भी दी गई अधिकतम समस्या का एक संभव समाधान है और हम इस समय मान लेंगे कि हमें अधिकतमकरण की समस्या के लिए इष्टतम समाधान का पता नहीं है तो मान लेते हैं कि मैंने प्राइमल लिख दिया है और मैं व्यवहार्य समाधानों के एक सेट को लिख रहा हूँ मैंने डुअल भी लिखे हैं और मैं डुअल समाधानों का एक सेट लिख रहा हूँ इसलिए हमने वही सेट दिखाया है अब मैं निरीक्षण करता हूं कि यहां मेरे पास प्राइमल का एक समाधान है जो संभव है जिसका एक ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान 66 है और मेरे पास डुअल के लिए एक अलग व्यवहार्य समाधान भी है जिसका ऑबजेकटिव फ़ंक्शन मान 66 है अब ऑपटिमालिटी क्राइटीरीअन थीअरम मुझे बताता है कि यह समाधान 34 प्राइमल के लिए इष्टतम है और समाधान 21 डुअल के लिए इष्टतम है यह ऑपटिमालिटी क्राइटीरीअन थीअरम क्यों सच है यह सच है क्योंकि अगर ऐसा नहीं है तो वीक डुआलिटी थीओरम का उल्लंघन किया जाएगा यदि यदि 66 के साथ एक समाधान इस प्राइमल के लिए इष्टतम नहीं है तो इस प्राइमल के लिए इष्टतम का मान 66 से अधिक होना चाहिए अब अगर यह सच है तो वीक डुआलिटी थीओरम का उल्लंघन होता है क्योंकि यह कहता है डुअल के लिए संभव समाधान अधिक या बराबर होना चाहिए तो अगर यह 66 इष्टतम नहीं है अब चर्चा के लिए हम कहते हैं कि 67 इष्टतम है फिर मेरे पास 66 के साथ डुअल के लिए एक संभाव्य समाधान है और 67 के साथ डुअल के लिए संभव समाधान है जो वीक डुआलिटी थीओरम का उल्लंघन करेगा इसलिए वीक डुआलिटी थीओरम द्वारा हम कह सकते हैं कि अगर मैं प्राइमल के लिए एक व्यवहार्य समाधान खोजने में सक्षम हूं और मैं डुअल के लिए एक संभव समाधान खोजने में सक्षम हूं और उनका ऑबजेकटिव फ़ंक्शन का समान मूल्य है तो वे क्रमशः प्राइमल और डुअल के लिए इष्टतम हैं तो ऑपटिमालिटी क्राइटीरीअन थीअरम इष्टतम समाधान को प्राइमल और डुअल से संबंधित करने की कोशिश में पहला कदम है अब मान लेते हैं कि इन समाधानों की खोज करते समय हमें समान समाधान नहीं मिल रहे हैं मुझे इस सेट में अभी भी सभी समाधान मिल रहे हैं जो इस सेट में सभी समाधानों से अधिक हैं फिर हम क्या करते हैं मैं कैसे डुअल समाधान के इष्टतम समाधान को समझता और संबंधित करता हूं जो हम अगली कक्षा में देखेंगे